मार्केटिंग रिसर्च और विश्लेषण के सत्र में आपका स्वागत है पिछले एक सत्र में परिकल्पना के विकास के बारे में चर्चा की और एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए किन चरणों का पालन करना चाहिए और जिसके बारे में हमने उन त्रुटियों के बारे में भी चर्चा की है जो इसके लिए एक परिकल्पना परीक्षण में शामिल हैं उदाहरण α और β परीक्षण करें α और β जो कि α है जो एक प्रकार की त्रुटि और है β टाइप दो त्रुटि हो रही है और इसके बाद हम अगले चरण में शोधकर्ता के पास जाते हैं हो सकता है कि वह पहले से ही समस्या है वह सही पहचाना जाता है इसलिए उसने परिभाषित किया है कि अब उसने अपना साहित्य किया इसलिए साहित्य की समीक्षा पहले से ही उन्होंने कवर की है तो उन्होंने अपनी परिकल्पना विकास को ठीक किया है हमने सिर्फ इतना विकास किया है अब डेटा संग्रह भाग आता है तो अगला भाग डेटा संग्रह का हिस्सा था इसलिए डेटा संग्रह और फिर डेटा तैयार करना अब यह दो हैं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार जब आप डेटा एकत्र करते हैं तो हर कोई डेटा को सही तरीके से एकत्र करता है लेकिन उसके बाद हम अपने ज्ञान के लिए अधिकांश शोध नहीं करते हैं वे डेटा के प्रकार पर बहुत अधिक जोर नहीं देते हैं जो डेटा का उन्मुखीकरण है कैसे डेटा की प्रवृत्ति क्या है और सभी डेटा लेकिन यह खतरनाक है इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं यह खतरनाक है क्योंकि अधिकांश सांख्यिकीय तरीके जो किसी भी शोध में अपनाए जाते हैं यदि आप मूल रूप से सामान्य वितरण का अनुसरण कर रहे हैं तो यदि वे अनुसरण करते हैं तो उसका पालन करें आपका डेटा एक निरंतर डेटा है और आप एक सामान्य वितरण का अनुसरण कर रहे हैं तो कुछ निश्चित हैं सही धारणा और परीक्षण की यह धारणा बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप यदि आपका डेटा जो आपने फ़ील्ड से एकत्र किया है तो यह मान्यताओं का उल्लंघन है फिर उस स्थिति में आपके परिणाम जो आपको मिलेंगे वे परिणाम सटीक नहीं होंगे इसके बजाय यह परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते इसके अलावा यह कुछ गलत हो सकता है आपकी परिकल्पना अस्वीकार हो सकती है जहां इसे वास्तव में स्वीकार किया जाना चाहिए था मेरा मतलब है कि इस तरह का कुछ कहना सही है इसलिए किसी को बहुत स्पष्ट होना चाहिए और मुझे पता है कि मैं हमेशा एक डॉक्टर का उदाहरण देता हूं इसलिए आप जिस डॉक्टर हैं अगर आप एक शोधकर्ता हैं आप एक डॉक्टर की तरह हैं जिन्हें डेटा की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है डेटा सही होने दें इस मामले में एक मरीज तो आपको डेटा ठीक से तैयार करने की आवश्यकता है ताकि आप डेटा कैसे तैयार करें तो ये डेटा तैयारी प्रक्रिया में ठीक कदम हैं तो पहला कदम तैयारी है डेटा विश्लेषण की योजना पहले तो प्रश्नावली जाँच रही है अब कृपया इसे समझें डेटा से पहले कुछ सही एकत्र किया गया है लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके प्रश्नावली गलत है कहीं आपने गलती की तो आपका पूरा पता है कि परिणाम जा सकता है टॉस के लिए आप अपनी समस्या में शामिल हो सकते हैं तो आप इस प्रश्नावली की जाँच कैसे करते हैं इसलिए आपको यह जांचना होगा कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वे सही हैं या नहीं सही पैमानों का उपयोग किया गया है या नहीं फिर आप अभी एक एडिटिंग करते हैं यदि आप लाइन से लाइन पर जाते हैं तो पहले प्रश्नावली की जांच कर रहे हैं फिर आप डेटा का संपादन करते हैं तब आप डेटा को कोड करते हैं फिर डेटा ट्रांसफर करते हैं या इसे किसी अन्य निकाय में स्थानांतरित करते हैं अन्य डिवाइस है और फिर डेटा को साफ करें ताकि यह वह जगह है जहां तैयारी हालांकि केवल तैयारी वाला हिस्सा नहीं है जिसका अर्थ है कि डेटा है या नहीं मान्यताओं का उल्लंघन करते हुए या नहीं तो यह हिस्सा है इसलिए और फिर सांख्यिकीय रूप से डेटा को समायोजित करना अब आपके द्वारा सांख्यिकीय रूप से समायोजित करने का मतलब है सांख्यिकीय रूप से मुझे डेटा को समायोजित करना या मैं इसे उस तरीके से समझाता हूं जैसे यह दवा देने के लिए है डेटा सही है रोगी डेटा है इसलिए डेटा रोगी को इसे ठीक करने के लिए एक दवा दी जानी है ताकि यदि डेटा में एक समस्या है तो रोगी को एक समस्या के रूप में आप एक दवा देते हैं जो वह वर्तमान स्थिति में आता है वह अब एक सामान्य स्थिति में नहीं तिरछी स्थिति में है या तो वह दाईं ओर तिरछी है या बाईं ओर तिरछी है या वह तिरछी है कर्टोटिक है इसलिए यह सब चीजें हम देखेंगे ताकि आपको सांख्यिकीय रूप से डेटा को समायोजित करना पड़े और तो अंत में डेटा विश्लेषण है तो पहले प्रश्नावली जाँच अब प्रश्नावली जाँच के प्रारंभिक चरण में सभी प्रश्नों की जाँच शामिल है पूर्णता और साक्षात्कार गुणवत्ता कि क्या आपने जो प्रश्न पूछा है वह सही है या नहीं यह नहीं कि यह चीजें जो हम जांचते हैं क्या प्रश्न में कोई अस्पष्टता है क्या आप में से कोई इस प्रश्न में जटिलता जानिए कि जो व्यक्ति नहीं समझ सकता है क्या वह कोई प्रश्न है वहाँ आधारित हो सकता है वहाँ प्रतिवादी से प्रतिरोध हो सकता है प्रतिवादी नहीं भर सकता है उत्तर तो कुछ चीजें हैं जो साक्षात्कारकर्ता को यह देखना है कि वह कब आचरण कर रहा है साक्षात्कार और अगर यह प्रश्न ठीक हैं तो यह परीक्षणों से गुजरता है अब क्या संपादन हो रहा है यदि आप इस डिज़ाइन को देखते हैं तो आप यह भी देख सकते हैं कि वह कुछ ठीक कर रहा है वह ऐसा क्यों कर रहा है आइए हम देखते हैं यह प्रश्नवाचक की समीक्षा है जिसमें वृद्धि का उद्देश्य है सटीकता और सटीकता तो साक्षात्कारकर्ता को उन सवालों में डालने से पहले जो वह जांचने की कोशिश कर रहा है चाहे मैं उदाहरण के लिए किसी फिल्म में एडिट करूं तो हम एडिटिंग क्यों करते हैं फिल्म ताकि अनावश्यक चीजों को हटाया जा सके या ऐसा कुछ जो इतना अच्छा न हो तुम्हें पता है कि कुछ और के बजाय जोड़ा जा सकता है फिर से शूटिंग और दृश्य ले जा सकता है फिर से संपादन करना मूल रूप से आपको प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है ताकि आप उत्साह को जान सकें प्रतिवादी और सब ठीक है तो यह अंत में सटीकता और अध्ययन की सटीकता बढ़ाने में बताता है कि यह मूल रूप से क्या करता है पहचानता है कुछ अवैध नहीं पठनीय कुछ ठीक अधूरा कुछ वाक्य हैं यदि आपकी मानें तो एक बार असंगत या अस्पष्ट के रूप में आपकी ओर से अपूर्ण इस तरह के सवाल हैं जो संपादन चरण के दौरान ठीक हो सकते हैं ठीक है तीसरा कोडिंग है ठीक है अब क्यों कोडिंग महत्वपूर्ण है देखें आज बहुत से लोग उन डेटा का उपयोग करते हैं जिनके लिए आप जानते हैं उदाहरण गॉगल डॉक्स और सभी सही और सर्वेक्षण रूपों और सभी ऑनलाइन सर्वेक्षण रूपों और सभी क्या वे ऐसा करते हैं कि मैंने कई बार देखा है कि जो डेटा वे अंत में इकट्ठा करते हैं वह बहुत अधिक मात्रा में है एक बहुत ही अप्राप्य स्थिति में अजीब स्थिति और यह किसी के लिए बहुत परेशानी पैदा करता है अब विश्लेषण में जा रहा है तो कोडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर आप कोड नहीं मानते हैं एक स्ट्रिंग प्रारूप में डाल दिया है अनावश्यक रूप से यह जटिल हो जाता है इसलिए किसी को कोड करना बेहतर है ताकि आप याद रख सकें और यह बहुत आसान लग रहा है इस मामले में उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि आप प्रति सप्ताह 1 से होमवर्क पर कितने घंटे खर्च करते हैं 3 घंटे 4 से 6 घंटे अब आप चाहते हैं कि डेटा शीट में आखिर एक्सेल शीट में या कुछ आप इसे इस तरह रखना चाहेंगे या अगर मैं इसे 1 से 3 घंटे की तरह बनाऊं तो 1 से 4 है 6 घंटे 2 7 से 9 घंटे है 3 10 से 12 4 है अगर मैं यह कोडिंग करता हूं तो यह मेरे लिए बहुत सरल हो जाता है विश्लेषण कम से कम ठीक है तो आप जानते हैं कि आप कहीं कोडिंग करते हैं आप कोडिंग को सही मानते हैं जिसका मतलब है 1 से 3 का मतलब 1 है यह लिखो कि यह इनका उपयोग करना अधिक आसान हो जाता है क्योंकि तब मैं कर सकता हूँ आवृत्ति की गणना करें मैं इसमें से कुछ सार्थक निष्कर्ष निकाल सकता हूं इसलिए आमतौर पर एक कोड असाइन करना प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक संभव प्रतिक्रिया के लिए ठीक है फिर इसको बदलना भी महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें शामिल कम आप जानते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि इसमें प्रश्नावली से कोडित डेटा को डिस्क या निर्देशन में स्थानांतरित करना शामिल है कंप्यूटर के लिए जिसका अर्थ है कि आप किसी विशेष सॉफ़्टवेयर SPSS का उपयोग कर रहे हैं या आप कर रहे हैं एक्सेल या आप एसएएस हैं या आप मिनिटैब या किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो यदि कुछ उपयोग कर रहे हैं हर चीज का प्रारूप होता है तो आपको इसे सही प्रारूप में रखना होगा ताकि यह स्वीकार्य हो जाए ताकि मूल रूप से ट्रांसक्रिप्शनिंग होडेटा जो आपके पास हो सकता है उसे ट्रांसफर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दें कभी कभी कुछ उदाहरणों के लिए एक पैमाने का उपयोग करते हैं अब मान लीजिए अब कभी भी 1 2 3 4 और 5 का उपयोग न करें इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके अनुसार मैं कोडिंग कर रहा हूं और यह एक स्कोर ठीक है और यह कि मैं इसे डिस्क में स्थानांतरित कर रहा हूं या कंप्यूटर ठीक है तब आँकड़े आता है सफाई जैसा कि मैंने कहा इसलिए डेटा की सफाई का मेरा मतलब है कि मैंने जो कहा वह डेटा को साफ करना है हां जो है सही अर्थ तो यह है कि आपको साफ करना है ताकि डेटा साफ हो गया है अब साफ है हां यह भी सच है कई बार डेटा सही से साफ़ नहीं होता है इसलिए आपको इसे साफ़ करना होगा कि अब आपको क्या जाँचना है सुसंगतता के लिए आपको लापता प्रतिक्रियाओं का उपचार और उपचार करना होगा जो कि मुझे निरंतरता से मतलब है आइए हम कहते हैं कि कुछ लोग जब वे एक अध्ययन करते हैं जो वे देने की कोशिश करते हैं वे नहीं करते हैं प्रश्न को पढ़ें वे इस कोर्स को अजीब तरह से देते हैं जैसे कि 333 सपोज या 44444 सही है इसलिए यह अत्यधिक है अपरिभाष्य और यह सही नहीं है इसलिए कई बार शोधकर्ता बहुत अच्छी रणनीति अपनाते हैं कि वे एक बयानबाजी पैमाने का उपयोग करते हैं मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो हमें कहना चाहिए जिससे हमें बड़ा होना चाहिए हम कहते हैं कि एक प्रश्न के सदैव एक ही प्रश्न में कभी नहीं जिसका अर्थ है कि मैं सिर्फ यही कहूंगा इसे उल्टा करो हमेशा 1 सही दिया जाएगा और 5 कभी नहीं दिया जाएगा ऐसा करने से मैं जांच कर सकता हूं कि क्या शोधकर्ता वास्तव में प्रश्न को पढ़ रहे हैं या प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं और फिर उन उत्तरदाता नहीं शोधकर्ता उत्तरदाता उन उत्तरदाताओं को सावधानी से नियंत्रित किया जा सकता है ठीक है और अगर कोई लापता प्रतिक्रियाएं हैं तो लापता प्रतिक्रियाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं गुम जवाब का मतलब है कई चीजें मान लीजिए कि एक लापता प्रतिक्रिया है जिसका अर्थ है कि यह संभव है कि प्रतिवादी वास्तव में नहीं था एक प्रश्नावली के रूप में पढ़ें उन्होंने इसे नहीं भरा वह आपके प्रश्न का उत्तर देना पसंद नहीं करता था या यह एक था बहुत संवेदनशील सवाल है तो यह कुछ मामलों में कई चीजें हो सकती हैं यदि यह वह नहीं है जिसके लिए भर गया है कुछ जानबूझकर कारण वे आपको एक शोधकर्ता के रूप में पता लगाने की आवश्यकता है ठीक है क्या कारण और था हम उसे कैसे शामिल कर सकते हैं या उस विशेष प्रश्न के लिए उसकी राय ले सकते हैं अंत में सांख्यिकीय रूप से डेटा को समायोजित करना कभी कभी हम वज़न ठीक होने से डेटा को समायोजित करते हैं या पैमाने पर डेटा रूपांतरण इसलिए हम करते हैं या हम या में या कुछ निश्चित वजन प्रदान करते हैं उदाहरण हमें कुछ वस्तुओं के कुछ मूल्य मानने का डेटा देते हैं जैसे कि कुछ वर्ष या सबसे अच्छा एक उदाहरण बताइए कि हमने आपको एक पूर्वानुमान लगाया है जिसके लिए एक पूर्वानुमान है कई साल सही अब पूर्वानुमान में हम एक वजन या मान को सही निर्दिष्ट करते हैं उदाहरण के लिए एक निश्चित मामले में कुछ मामलों में हम एक बहुत ही उच्च मूल्य या एक वर्ष के लिए असाइन करते हैं जो वर्तमान वर्ष के सबसे करीब है बता दें कि आज का 2017 है इसलिए अगर मैं 2017 या 2018 के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं तो 2016 का मूल्य होगा एक उच्च भार दिया जाए यह और तुम पर चला जाता है 2010 से लगता है कि सबसे कम करने के लिए उच्चतम ठीक है तो मैं एक दे देंगे वेटेज ऐसा करने से मैं जो कर रहा हूं क्या मैं डेटा को सही समायोजित कर रहा हूं एक है कभी कभी हम करते हैं कि कुछ डेटा अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं आप जानते हैं कि वे बहुत तिरछे हैं और कुछ सही तो हम डेटा को भी बदल देते हैं इसलिए या तो हम पैमाने बदल देंगे या हम डेटा को किसी प्रकार के लघुगणक परिवर्तन में बदलना या फिर घन परिवर्तन मूल रूप से क्या हो रहा है जैसा कि आप जानते हैं कि एक लॉग मूल रूप से इस अधिकार को मानकीकृत करता है ताकि आप ऐसा कर रहे हों जो डेटा बहुत बार होता है वह एक मरीज की तरह होता है फिर मैं आपको रोगी के बारे में बता रहा हूं बीमार ठीक हो जाता है इसलिए परिवर्तन मदद करने के लिए एक दवा की तरह है ठीक है तो एक अधिकतम प्रतीक्षा है विशिष्ट रूप से एक नमूना डेटा को अधिक प्रतिनिधि या लक्ष्य जनसंख्या बनाने के लिए व्यापक रूप से विशेषताएं उपयोग करें लेकिन यहां आपकी बुद्धिमत्ता या शोधकर्ता का विशेषज्ञ बहुत अधिक वांछनीय है वेटिंग का एक और उपयोग अधिक महत्व के नमूनों को समायोजित करने और संलग्न करने के लिए है उत्तरदाताओं ने कुछ विशेषताओं के साथ जिसमें मैंने उदाहरण के लिए कहा कि मेरा मामला वर्ष के करीब है एक समापन वे एक करीब अब खेद है डेटा शुद्धि वहाँ डेटा शुद्धि क्या है डेटा में चार चीजें सही हैं जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी सामान्य वितरण में आपको पहले जांच करनी होगी यह है कि क्या कोई लापता डेटा है यदि हाँ कुछ लापता डेटा है तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे पूरा वैरिएबल निकालना चाहिए मुझे उस विशेष प्रतिवादी या मामले को हटा देना चाहिए जो हम कहते हैं शोध या मुझे क्या करना चाहिए इसलिए एक बात सही है कि वहाँ भी समस्याएं हैं आउटलेयर की समस्या अब आउटलेयर कुछ इस तरह हैं आप जानते हैं कि मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं यह बोर्ड मेरा है जिसे मुझे सही स्थान दिया गया है इसलिए इसके भीतर अगर मैं यहां आता हूं तो आप मेरी कलम को देख सकते हैं लेकिन मेरा लेखन इस बिंदु को पार कर जाता है इस तरफ आओ तो मैं दिखाई नहीं दूंगा इसलिए यह एक बाहरी बात है इसलिए अगर मैं यहां कुछ लिखूं तो यह नहीं है आप के लिए दृश्यमान यह एक बाहरी अधिकार हो जाता है कहते हैं कि बाहरी कभी कभी क्लासिक माना जाता है समझने के लिए लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि आप लोगों की आय को सही जानना चाहते हैं और सामान्य लोगों की और मान लीजिए कि आपने धीरु भाई मुकेश अंबानी द्वारा कहे जाने वाली आय को वहां डाल दिया यह सही है और आप आय को मापने की कोशिश करते हैं तो यह मूल रूप से इसकी आपको बहुत तिरछा पैटर्न देता है सही यह एक बहुत तिरछा परिणाम देता है और इस वजह से कि यह एक उचित अधिकार है अम्बानी मुकेश अम्बानी मासिक आय है या वार्षिक आय का व्यवहार करना एक अलग बात है क्योंकि यह हमारी आय के किसी भी अधिकार के करीब नहीं है इसलिए हमें आउटलेयर के साथ बहुत सावधान रहना होगा अगर आपके शोध अध्ययन में आउटलेयर हैं तो वे आपको बहुत गलत परिणाम देंगे कभी कभी हम जो करते हैं उन बाहरी लोगों की पहचान करें हम आपको उन लोगों को भी जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें मैं जानता हूं अगली स्लाइड में बताएं तीसरा है सामान्यता सामान्यता जैसा कि मैंने कहा अगर आपको याद है कि यह सामान्य है तो यह सामान्य है लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ नशे में दिखता है तो वह नशे में है लेकिन आप यह क्यों कहते हैं कि नशे में क्या है एक कारण है कि वह हिला रहा है कि वह है या उसका शरीर इस तरफ से उस तरफ बढ़ रहा है वह तब भी ऐसा नहीं है जब अभी भी नहीं है आप कह रहे हैं कि वह नशे में है इसी तरह डेटा भी नशे में हो सकता है जब यह सामान्य नहीं होता है कि वह एक तरह से नशे में है तो इसका मतलब है कि वह या तो झुक रहा है इस तरफ या इस तरफ झुक रहा है यदि वह इस ओर झुकता है तो हम कहते हैं कि यह ठीक तिरछा है यदि हम दूसरी तरफ झुक रहे हैं यह नकारात्मक रूप से तिरछा है यह ठीक है इसलिए मूल रूप से समस्या होने पर जो कुछ भी है वह ठीक है तो यह भी है कि आप सामान्य वितरण की धारणा का उल्लंघन करना जानते हैं इसलिए आपको होना चाहिए इसके साथ सावधान अंतिम है रैखिकता अब रैखिकता का मतलब है जब भी आपके पास एक डेटा होता है जो हम किसी में कहते हैं एक तरह का शोध सांख्यिकीय अनुसंधान हम कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है लेकिन अधिकांश परीक्षण अनुसरण करते हैं रैखिकता सही है इसलिए यदि आपका डेटा रैखिक नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक शोध नहीं कर सकते हैं इसलिए इसके लिए परीक्षण हैं रैखिक डेटा भी है लेकिन मैं अभी नहीं मिल रहा हूँ तो हम कहते हैं कि रैखिकता का अर्थ है कि इसका मतलब क्या है उदाहरण के लिए प्रतिगमन रेखा कहती है कि यह प्रतिगमन रेखा है इसलिए हम जो कह रहे हैं वह डेटा है अत्यधिक प्रतिगमन रेखा के करीब है दाईं ओर प्रतिगमन रेखा के करीब है तो इसका मतलब है कि अगर यह क्या है एक बहुत ही बिखरा हुआ डेटा होगा मान लें कि यह एक बिखरा हुआ डेटा है यदि आप इन्हें लेते हैं डेटा तो आप नहीं कह सकते कि यह किसी भी अधिक रैखिक है ठीक है क्योंकि एक प्रतिगमन रेखा के बाद कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ का संयोजन है अंक सही है यह एक सबसे अच्छा फिट लाइन है जो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा फिट है जो बिंदुओं को जोड़ने वाले बिंदुओं को जोड़ता हैउन बिंदुओं की वे पंक्तियाँ जहाँ हम कहते हैं कि यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो विचरण न्यूनतम या होगा विचलन न्यूनतम ठीक होगा तो ये तीन चार बातें हैं जो हर महत्वपूर्ण हैं अब हम उनमें से हर एक पर चलते हैं पहला यदि आप अपने डेटा को बहुत अधिक याद कर रहे हैं तो यह एक समस्या पैदा कर सकता है जो सही कहता है डेटा अगर यह गायब है तो निश्चित रूप से अगर यह बहुत कम डेटा गायब है फिर कोई बात नहीं ठीक है मैं कहूंगा कि अगर यह लगभग 1 2 की तुलना में कम है यह बहुत समस्या नहीं है लेकिन सवाल यह है कि आपको क्यों होना चाहिए फिर भी आप जानते हैं कि 1 या 2 लें इसके अलावा अगर आप इसे ठीक कर सकते हैं तो सुधार की एक प्रक्रिया है तो इसे 100 क्यों नहीं बनाते हैं 98 या 99 हां लेकिन कुछ सांख्यिकीय परीक्षण या उपकरण हैं जो आजकल कुछ विकसित कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जो वास्तव में लापता डेटा नहीं लेते हैं उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि यदि आपके पास कोई डेटा है तो SEM संरचना समीकरण मॉडलिंग में गलत नहीं है जो आपको याद आ रहा है तो मैं आपको परिणाम ठीक नहीं दूंगा इसलिए सावधान रहना है इसके साथ अब यह वही है जो मैं आपको सबसे अधिक निरंतरता की जांच के लिए कहने की कोशिश कर रहा था निरंतरता जांच मान ली गई है कि 1 से 5 अधिकार का पैमाना है और व्यक्ति आपको एक के रूप में दे रहा है परिणाम का मान 34 के अनुसार वह 34 में डालता है स्वीकार्य सीमा 1 2 3 4 5 है लेकिन उसने स्कोर दिया है 51 का कहना है अचानक उसका हाथ गलती से दबा देता है तो क्या होता है आप आज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कई अन्य सॉफ्टवेयर में अनुमति दी गई है क्या आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि यह तब होगा जब आप कोई भी दे रहे हैं इसके अतिरिक्त मूल्य स्वचालित रूप से यह आपको 9 का मूल्य देगा उदाहरण के लिए आप इसे 9 या 15 कोड कर सकते हैं या जो कुछ भी आप 0 से 10 के बीच में कर सकते हैं वह बेहतर है तो अगर यह 9 है क्योंकि यह 9 कभी नहीं होना चाहिए यदि आप 34 देते हैं तो यह 9 भी कहेगा यदि आप 52 भी देते हैं कहेगा 9 आप कुछ भी करोगे यह 9 कहेगा तो एक बार कहने के बाद आप 9 देखेंगे या आप एक आवृत्ति कर सकते हैं केवल यह जानने के लिए कि कितने 9 के वर्णनात्मक आँकड़े हैं यह पता लगाने के लिए कि कितने 9 हैं तब आप स्वतः ही जान सकते हैं कि कितने लोगों ने गलत तरीके से ओके भरा है तो यह एक अच्छा तरीका है ताकि लापता डेटा का प्रकार और विस्तार किस प्रकार का लापता डेटा I अभी से पहले समझाएं ताकि कुछ लोगों को आपकी रुचि ठीक न लगे प्रतिक्रियाओं के 10 से अधिक लापता होने और एक विशेष चर है तो यदि आप अधिक याद कर रहे हैं किसी विशेष चर में या किसी विशेष उत्तरदाता के चर से 10 प्रतिक्रियाएँ या उत्तरदाताओं की समस्या ठीक है समस्याग्रस्त चर से निपटने के 7 तरीके इसलिए ये समस्याग्रस्त चर हैं समस्याग्रस्त वैरिएबल चीजें हैं यह समस्याग्रस्त मामले हो सकते हैं यह भी मान लीजिए कि मामला है मूल रूप से प्रतिवादी अनुसंधान में हम कहते हैं कि एक मामला कुछ भी नहीं है लेकिन एक प्रतिवादी को भी सा कहा जाता है मामला ओकी प्रतिवादी एक मामला ठीक है लेकिन कुछ भी नहीं है इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए कई तरीके हैं तो मैंने यहां गर्म और ठंडे डेक का उल्लेख किया है प्रतिस्थापन विधि मामले प्रतिस्थापन विधि का अर्थ है इसे यहां रखा है या नहीं ठीक है तो मुझे लगता है कि मैं करता हूं नहीं मैं समझाऊंगा कि सही है तो आइए हम एक एक गर्म और ठंडे पर जाएं जो मूल रूप से दृष्टिकोण हैं आपको एक समान लेने की आवश्यकता थी किसी तरह प्रतिवादी की तरह कई डेटा ठीक नहीं भरा है तो आप क्या कर सकते हैं या तो गर्म दृष्टिकोण में आप समान उत्तरदाताओं के समान डेटा ले सकते हैं जिसने अन्य चर के लिए समान मूल्य प्रदान किए हैं और उसने जो भी मूल्य दिए वह विशेष चर हैं मुझे लगता है कि मुझे समझाने की व्याख्या करते हैं कि मुझे यह मान लें कि x और y समान हैं x को 1 1 2 3 4 दिया गया है ok y के पास 1 है उसने 3 और 4 का मान नहीं दिया है यदि आप पाते हैं कि x और y तो समान हैं आप क्या कर सकते हैं आप एक 2 यहाँ रख सकते हैं कि ठंड के डेक में इसका क्या मतलब है मूल रूप से आप एक अध्ययन करते हैं जो कुछ ऐसा ही होता है जिसे आप जानते हैं कि पहले किसी ने किया है और आप प्रवृत्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं और मूल्य को इतना गर्म करते हैं और डेक मूल रूप से आपके पास एक तर्क का उपयोग होता है मामला प्रतिस्थापन है क्या मुझे एक समान मामला मिल सकता है और पूरी तरह से विकल्प है कि प्रतिवादी है यह संभव है अगर यह हाँ है तो क्या यह उस विशेष अध्ययन में लगता है कि एक उत्तरदाता पूरी तरह से है इस x के समान और यह x और y हो सकता है इसलिए एक समान है तो दस आप इसे पूरी तरह से प्रतिस्थापित करते हैं इस व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति के पूरे मूल्य यदि इस व्यक्ति को बहुत अधिक लापता डेटा मिला है तब आप पूरी तरह से उसके साथ ठीक हो जाते हैं इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली का वादा करता है विधि एक औसत प्रतिस्थापन विधि है सही प्रतिगमन भी शक्तिशाली विधि है लेकिन प्रतिगमन खामियों के अपने बहुत सारे सही भी है इसलिए कई बार प्रतिगमन अनुशंसित नहीं है सबसे महत्वपूर्ण तरीका सरल है कि आप क्या कर सकते हैं अगर वहाँ प्रतिवादी भरा नहीं है किसी भी चर किसी भी मूल्य मान लीजिए कि यह मान ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे अगर यह चर V3 है यह V1 V2 V3 V4 V5 है इसलिए आप इस चर का मतलब लेते हैं और आप इसे यहाँ रखते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो यह भी एक सरल तरीका है कि आप कहते हैं कि आप जानते हैं कि आपको सिर्फ भविष्यवाणी करनी है समीकरण y a bx का उपयोग करके मान जिससे आप मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो आप इसे यहाँ भरते हैं लेकिन यह मिल गया है कि यह कुछ कठिनाइयों का अधिकार है जिन पर मैं सही चर्चा नहीं कर रहा हूँ अब लेकिन सबसे अच्छा मैं मतलब प्रतिस्थापन विधि के लिए जाने का सुझाव दूंगा ठीक है या तो आप जानते हैं पूरी तरह से डेटा को हटा दें जो आप डेटा को हटाते हैं जो एक संभावना है आप डेटा को भी हटा देते हैं आपके द्वारा हटाए गए डेटा की बहुत कमी है या आप उदाहरण के लिए विधि है अगर मैं यह हूं तो एक लोगों के लिए लाया हूं SPSS का उपयोग कौन कर रहा है आप वहां जा सकते हैं सही बदलने के लिए जाने की सुविधा है एक सुविधा कॉल है लापता मूल्यों को बदलना ताकि सॉफ्टवेयर आपके लिए अन्यथा मैन्युअल रूप से मेरे पास है तुमसे कहा था तुम एक मतलब प्रतिस्थापन विधि या कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे करने के लिए चाहते हैं SPSS लोकप्रिय सॉफ़्टवेयर अनुपलब्ध मानों को प्रतिस्थापित करता है और उस चर का चयन करता है जिसे imputing और हिट की आवश्यकता होती है ठीक है तो आप इसे सही मानों को बदलकर भी कर सकते हैं तो यह ठीक है इसलिए मैंने दिखाया है यह भी जाना अब सही बदल रहा है अब वेरिएबल ओके की गणना करें और यह काउंट मिस है ताकि आप आगे बढ़ें और आपको यहां जगह मिल जाए लापता मान सही है इसलिए इस पर जाएं लापता मान और जो भी चर आपको चाहिए वहीं डाल सकता है तो यह होगा और फिर यह ठीक है यह आपको लापता मूल्यों को ठीक कर देगा तो यह है कि मैं क्या कह रहा हूं यदि आपके पास लापता मान प्राप्त करने की सुविधा है या आप भरना जानते हैं फिर वे खाली क्यों आप अनावश्यक रूप से उस प्रतिवादी या उस मामले को हटाने के लिए जाते हैं अनावश्यक इसके पीछे कोई कारण नहीं है या यहां तक कि उन मूल्यों के बिना भी सही है दूसरा है आउटलेयर आउटलेयर आपके परिणाम को प्रभावित कर सकता है क्योंकि मैंने सही कहा मतलब को दूर से खींच रहा है माध्यिका माध्यिका मध्य मूल्य है इसलिए व्यक्ति के लिए दो प्रकार के बाह्य बहिर्गामी बहिर्वाह होते हैं संपूर्ण मॉडल के लिए चर और आउटलेर ठीक है तो अब आप कैसे करते हैं सरल तरीका यह है कि आउटलेयर का पता लगाना कई तरीके हैं लेकिन आप यहां तक कि आप के लिए जा सकते हैं पता है कि यह भी देखो कभी कभी एक नज़र भी मदद कर सकता है आप बस से ग्राफ से दृश्यता भी आप ठीक समझ सकते हैं चाहे वह एक बाहरी हो या नहीं लेकिन एक बॉक्स प्लॉट नाम की कोई चीज होती है बॉक्स प्लॉट बहुत साफ्टवेयर में उपलब्ध होता है इसलिए एक बॉक्स अगर मेरे पास है तो मैं तुम्हें वहाँ दिखाऊँगा या नहीं ठीक है यह एक बॉक्स है जो सही साजिश कर सकता है इसलिए यहां यदि आप देखते हैं कि यह न्यूनतम मूल्य है जो मेरे पास है इसे खींचा मैंने इसे लिया है यह आरेख क्षैतिज है लेकिन आप कई बार देख सकते हैं कि यह एक में है वर्टिकल फैशन भी आप इसे वर्टिकल अंदाज में देखते हैं तो यह कैसा दिखता है आइए हम इस मामले में बताते हैं यह इस तरह से कुछ ठीक लगेगा इसलिए यह मुझे लिखने दें अगर मैं इसे लंबवत करता हूं तो यह दिखेगा ठीक है फिर ठीक है तो यह है कि यह कैसा दिखाई देगा यह एक अधिकतम मूल्य है जो यह है अधिकतम मान हम कहते हैं कि यह अधिकतम है यह न्यूनतम अधिकार है यह पहला चतुर्थक है ठीक है यह तीसरा चतुर्थक ठीक है इसलिए कोई भी कोई भी मूल्य जो इस अधिकतम से परे है या न्यूनतम अधिकार बाहरी श्रेणी में आता है ठीक है हम उस पर वापस आ जाएंगे ठीक है तो बहार है कई तरीकों से जा रहा है जब एक व्यक्ति ने एक ही दोहराव दे रहा है बार बार स्कोर करने पर भी यह नहीं सोचा कि वहाँ भी बाहर की तरह व्यवहार कर सकते हैं ठीक है तो यह एक उदाहरण के लिए एक मामला है यह उदाहरण के लिए एक प्रतिगमन लाइन है और आप सभी को एक बिंदु देखते हैं बिंदु रेखा के पार हैं लेकिन एक दूरी पर ठीक है हिस्टोग्राम मामले में आप अभी देखते हैं ये सभी मूल रूप से आवृत्ति हैं लेकिन अचानक आपके द्वारा देखी जाने वाली आवृत्ति में से एक में काफी है इस समूह से काफी दूर तो आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं जो कि ए से काफी दूर या दूर है यह एक मैं ठीक है यह समझाने की एक और विधि है कि आप जो कर सकते हैं वह भी अलग अलग तरीके से पता कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से आप अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम मूल्य निकाल सकते हैं आप जो कर सकते हैं वह अधिकतम है न्यूनतम गुणा 15 गुना इसलिए यदि कोई मान अधिकतम शून्य है तो 15 से गुणा करके इसे पहले 15 किया गया था लेकिन अब एक शोध ने कहा है कि यह 22 में कहीं 15 से अधिक होना चाहिए अगर कुछ भी आता है तो यह मूल्य इस मूल्य से परे सही है तो यह एक बहिर्मुखी का एक मामला है अगली सामान्यता है मुझे उम्मीद है कि स्पष्ट रूप से स्पष्टता सामान्य है अब सामान्यता जैसा कि मैंने सही कहा वहाँ हो सकता है तिरछापन या कर्टोसिस की समस्या हो सकती है जिसका अर्थ है कि यह तिरछी स्थिति है कर्टोसिस जब कुछ होता है यह नुकीला हो जाता है जिसका अर्थ है कि जब यह आम तौर पर होता है तो चोटी क्यों नहीं बनती है बाह्य रूप से भी डेटा प्रकृति में बहुत शिखर पर पहुंच जाएगा हम आमतौर पर मानते हैं कि डेटा है सामान्य रूप से वितरित यह सबसे बड़ी गिरावट है जो शोधकर्ताओं के पास है वे जो डेटा एकत्र करते हैं सामान्य स्थिति के लिए कभी भी जाँच न करें लेकिन यदि आप सामान्य डेटा की जाँच नहीं करते हैं यदि यह सामान्य नहीं है जैसा कि मैंने कहा आपकी धारणा का उल्लंघन ठीक है इसलिए तिरछापन और कुर्तोसिस तिरछापन का अर्थ है कि प्रतिक्रियाएं एक सामान्य वितरण अधिकार में नहीं आती हैं अब आप कैसे हैं तिरछापन के लिए जाँच करें यदि आपका तिरछा मूल्य एक से अधिक है तो आपका सकारात्मक तिरछा अगर यह एक से कम है तो आप नकारात्मक हैं अगर यह आपके बीच में है तो ठीक है लेकिन यह है जो मैं कह रहा हूं यदि तिरछा का पूर्ण मान तीन मानक बार के बीच है मानक त्रुटियां तब आप ठीक हैं इसका मतलब यह है कि यह तीन मानक त्रुटियां हैं क्योंकि यह मूल रूप से बात करता है के बारे में यदि आपका मान तीन मानक विचलन या तीन मानक त्रुटि मूल रूप से पेड़ के बीच आता है मानक त्रुटि तब आपको तिरछा नहीं किया जाता है या कोई अन्य सरल विधि भी होती है जिसे मैं दिखाऊंगा मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आत्मविश्वास स्तर और आत्मविश्वास का जाँच स्तर क्या है उदाहरण के लिए यदि आप 95 आत्मविश्वास स्तर की जाँच कर रहे हैं तो यह 3 नहीं है 2 होना चाहिए क्योंकि वास्तविक मूल्य 196 है इसलिए 196 मानक त्रुटि है सामान्य वक्र सकारात्मक और नकारात्मक ठीक ये कुर्तोसिस के मामले में सही हैं अब इस कुर्तोसिस को देखें के आउटलेर्स को संदर्भित करता है डेटा का वितरण तो अधिक से अधिक नुकीला नेसबिना डेटा आउटलेयर में कम कर्टोसिस है तो सामान्य वितरण के कुर्तोसिस अधिकता का मतलब है कि आप क्या हैं समझना होगा आपको कैसे लगता है यह वही बात है यह मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कुर्तोसिस से एक बात समझें कुर्तोसिस जितना अधिक होता है जिसका मतलब है कि उच्चतर शिखर अधिक संभावना है कि वहाँ एकमुश्त है इसलिए यह समस्याग्रस्त मामला भी है अब यह कुछ ऐसा है जो उच्च सपाट है और यह कम या ज्यादा सामान्य जैसा दिखता है और यह है फिर से एक लंबा कारक जैसा दिखता है और यह सामान्य है तो यह मैंने कहा कि मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि अब इन दो मूल्यों को देखें अब कैसे करते हैं आप वर्णनात्मक आंकड़ों के माध्यम से पाते हैं क्या आप पा सकते हैं कि आप इसे अपनी आँखों के माध्यम से भी कर सकते हैं और सामान्य वितरण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ठीक है लेकिन दृश्य जांच के लिए क्यों जाएं कब आप आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं अब इन विवरणकों को देखें यदि आप इस स्लाइड को देखते हैं तो हैं 2 मूल्य तिरछापन और कुर्तोसिस यह ऊंचाई और कुछ लोगों के वजन के लिए ठीक है जब आपको सब कुछ दिया जाता है अब यदि आप तिरछी नजर से देखते हैं तो सांख्यिकी मूल्य है 0230 और मानक त्रुटि 0121 है अब मानक त्रुटि के आँकड़े जो इस मामले में 0230 0121 है अब यह मान से अधिक है मान लीजिए कि हम 196 पर सामना कर रहे हैं या इसे सरल बना रहे हैं 2 तो यह सकारात्मक तिरछा अधिकार है ताकि इसका अर्थ है कि यह मान 2 से 2 के बीच होना चाहिए यदि यह 2 से 2 है जिसका अर्थ है 25 या 3 है तो यह है नकारात्मक रूप से तिरछा अगर यह 25 3 4 5 7 है तो जो भी है वह सकारात्मक रूप से तिरछा है उसी तरह कर्टोसिस के लिए बात यही कारण है कि मैंने कहा कि मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा आपको इन्हें दो और जांच विभाजित करना होगा यदि यह तिरछा क्यों है तो यह 3 मामला है जब आपका आत्मविश्वास का स्तर 99 ठीक है इसलिए यदि यह 95 है तो यह 2 है एक मानक विचलन के रूप में यदि यह 90 है तो यह केवल 1 मानक विचलन है तो अगर आप इस मामले में देखते हैं यह ऐसा लगता है जैसे यह नहीं है यह सामान्य है यह मुझे सामान्य लगता है लेकिन इस मामले में यदि आप 1005 देख रहे हैं 0126 जो आएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ 8 के आसपास तो जो भी हो आत्मविश्वास रखो स्तर इस तरह से यह अत्यधिक तिरछा है और यहां तक कि इस कुर्तोसिस में भी है इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में आप यह पता लगा सकते हैं कि यह सही क्यों है और फिर आप इसे सही कर सकते हैं इसलिए इसके लिए सही करना यह भी आपको सही करने के तरीके हैं जो आप सही कर सकते हैं आप कैसे जांच सकते हैं कि कुछ किताबें भी पढ़ती हैं डेटा को बदलना सबसे अच्छा है क्योंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है डेटा को स्थानांतरित करें एक परिवर्तन बनाता है जिसके माध्यम से आप सुविधाओं को जानते हैं और बनाने के तरीके हैं परिवर्तन इसलिए डेटा तिरछा नीचे है लेकिन यह पूरी तरह से कुछ मामलों में नहीं चलता है आप डेटा को रूपांतरित कर सकते हैं लेकिन फिर भी यह सामान्य नहीं होगा इसका मतलब यह नहीं है कि प्रक्रिया गलत थी कृपया समझें कई बार डॉक्टर देगा रोगी को दवा लेकिन यह मूल रूप से रोगी सही नहीं होगा हम आशा करते हैं कि यह होगा सही बनें लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है अगला रैखिकता है यह वह है जो परिवर्तन के निरंतर ढलान को कहता है जो बीच के रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है स्वतंत्र चर और आश्रित चर ठीक है यदि संबंध मौलिक रूप से असंगत है कृपया इस शब्द को चिह्नित करें यह समस्याएँ खड़ी करता है यदि यह असंगत है तो समस्या है परीक्षण करने के लिए रैखिकता सबसे आसान तरीका है एनोवा के लिए जाना सही है लेकिन मैं आपको यहां एक बात बताऊंगा तुम्हे पता होना चाहिए यदि आपका डेटा सामान्य है तो स्वचालित रूप से यह लीनियरिटी और वाइस का ख्याल रखता है विपरीत कभी कभी डेटा अगर यह सामान्य है तो मूल रूप से यह देखना होगा कि यह ज्यादातर रैखिक या उपाध्यक्ष है वर्सा भी सही तो धारणा मूल रूप से है लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सब समय है कृपया अब एनोवा परीक्षण है एक परीक्षण जिसके माध्यम से हम कुछ करते हैं जिसे कहा जाता है कि रैखिकता के साथ दो शब्द हैं होमो स्कोसिटी और हेक्टर स्केचिटी अब आपको होमो स्कोसिटी और हेक्टर स्केचिटी से क्या मतलब है क्योंकि आप इस शब्द को कई बार सुन रहे होंगे तो इसका मतलब है कि जब भी डेटा अत्यधिक निपटाया जाता है डेटा अत्यधिक निपटाया जाता है हमें अत्यधिक निपटाया जाता है तो हम कहते हैं कि यह प्रकृति में हेक्टर है लेकिन जब डेटा परिक्रमा के आसपास घूम रहा होता है तो वह बंद होता है तब वह होमो होता है प्रकृति में बिखराव अब घर की कमी के लिए सही होना वांछनीय है इसका मतलब है कि यदि आपका डेटा है तो क्या होगा इसका मतलब है कि होम स्कोपिटी की जांच कैसे की जाती है होमो स्क्रैसिटी के परीक्षण का यह सरल तरीका है एक परीक्षण है जिसे लेवेंस टेस्ट कहा जाता है ओके लेवेंस टेस्ट वह परीक्षण है जिसे समरूपता का परीक्षण कहा जाता है यदि आप दो समूहों या तीन के दो नमूना समूहों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं तो अब ठीक है चार परिवर्तन के एक नोवा विश्लेषण के मामले में धारणा इस बीच विचरण है समूह को समरूप होना होगा यदि वे समरूप नहीं हैं तो यह है कि आप उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं इसलिए लेवन्स टेस्ट में दिलचस्प बात यह है कि कृपया हमें हर समय याद रखें कि अशक्त है परिकल्पना की ओर अग्रसर होता है हम शून्य परिकल्पना को बाधित करना चाहते हैं या हम नहीं करना चाहते हैं अशक्त परिकल्पना को स्वीकार करते हैं लेकिन इस परीक्षण में भिन्नता की समरूपता के परीक्षण में हम चाहते हैं शून्य परिकल्पना को स्वीकार करें हम अशक्त परिकल्पना को स्वीकार करना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि अगर मैं यह समझाता हूं तो क्या होगा गणितीय शब्द में मैं चाहता हूं कि वह पी वैल्यू जो निर्णायक कारक है जो कि पी वैल्यू है हम कहते हैं कि यदि यह 005 से कम है तो उपलब्ध मूल्य प्रदान करें आपके परीक्षण के दो तरीके हैं परिकल्पना जो मैंने कही होगी हो सकता है कि मुझे केवल z मान के माध्यम से बताया जाए पी मान एक और सही संभावना संभावना मूल्य है जो कहता है कि यदि संभावना मूल्य अधिक है 005 से अधिक है हम कहते हैं कि यह अधिक है शून्य परिकल्पना शून्य है ठीक है लेकिन यदि p 005 पी की गणना यह है पी गणना की जाती है 005 से कम है शून्य को अस्वीकार कर दिया जाता है इसलिए ग्यारह के मामले में परीक्षण हम चाहते हैं कि पूर्व मान का यह मान 005 की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए अगर यह एक मामला है 95 आत्मविश्वास का स्तर ठीक है अन्यथा यह वही है जो हम चाहते हैं कि यह हम में से एक का परीक्षण है इसके माध्यम से रैखिकता की जांच भी ठीक है तो यह वह तरीका है जो मैंने एक आरेख के एक स्नैप शॉट में डाला है और ताकि आप बाद में भी देख सकें वास्तव में ठीक है कि रैखिकता की जाँच के अन्य तरीके हैं इकाई संस्करण मामला है तो बस कर सकते हैं स्टार्टर प्लॉट के माध्यम से कोई समस्या नहीं है लेकिन यदि आप एक बहु संस्करण का मामला है तो सबसे अच्छा है सबसे अच्छा तरीका सही दूरी से गुजरना है जिससे हम कहते हैं कि उपाय d2 है से मूल रूप से दूरी इसलिए यह d2को मापता है d2 df ठीक है तो यह आपको यह मापने में मदद करता है कि यह एक होना चाहिए 25 25 के बीच का मान इसलिए यदि यह 25 से 3 के मान सीमा के भीतर है तो मुझे लगता है कि अधिकतम सीमा 3 है तो डेटा रैखिक है अन्यथा यह रैखिक ठीक नहीं है तो यह कुछ चीजें आप यहां तक जांच सकते हैं लेकिन आपने क्या किया है हमें एक स्नैप शॉट दें पूरे खंड में इसलिए हमने इस बारे में चर्चा की कि डेटा तैयारी क्या है किसकी संगति है डेटा आपको डेटा तैयार करने के लिए क्यों चाहिए और अंत में संपादन क्या है कोडिंग के महत्व को यह और अंत में आप डेटा को कैसे साफ़ करते हैं यदि डेटा गायब है तो डेटा को शुद्ध कैसे करें यदि डेटा सामान्य नहीं है तो कृपया इसे सही तरीके से न बताएं बल्कि इसे सही कर सकते हैं एक रैखिकता के लिए डेटा परिवर्तन के माध्यम से इसे ठीक करें और अगर बाहर परतें हैं तो कृपया उन्हें खोजें और उन्हें हटा दें इस प्रकार केवल बाहर की परत के लिए कोई अन्य चीज़ नहीं है आउट लेयर या तो आप इसे कुछ मानों के साथ बदल देते हैं जो औसत मूल्य या कुछ या आप हैं सत्र के लिए धन्यवाद